Fundamentals of Electrical Engineering Prof Debapriya Das Department of Electrical Engineering Indian Institute of Technology Kharagpur व्याख्यान 38 सिंगल फेज AC सर्किट्स जारी तो अब एक साइनसोइडल वोल्टेज या एक करंट की औसत और RMS वैल्यू तो आइये सर्वप्रथम हम औसत वैल्यू के माध्यम से गुजरें Refer Slide Time 0024 तो यह है यह V भी है इसे यहां लगाना भूल गया और इस मोटी रेखा इस निरंतर रेखा के कारण यह मूल रूप से है यह है वह करंट माना वह करंट प्लॉट यह कुछ इस तरह है और माना यह डैश रेखा यह वोल्टेज है और इस के लिए पीक वैल्यू r Im है यह Im है और इस वोल्टेज के लिए पीक वैल्यू Vm है तो यह वोल्टेज की पीक वैल्यू है तो यह Vm है और यह r Im है यहाँ यह चिह्नित है और यह एक Vm है तो यह निरंतर रेखा है करंट है और r डैश रेखा वोल्टेज है और यह एक साइनसोइडल वेवफॉर्म है केवल साइनसोइडल वेवफॉर्म और θ ω t के बराबर है तो अभिव्यक्ति के बराबर है है Im sinθ क्योंकि और यह 0 है और एक हाफ साइकिल पर हम औसत वैल्यू को निकाल देंगें तो इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है r औसत है के बराबर है r 1 से π क्योंकि इसे विभाजित करें π और 0 से π π dθ तो यह है एक क्योंकि एक हाफ साइकिल पर हम बनाएंगें केवल इस हिस्से के लिए यह हिस्सा तो सीमा 0 से π होनी चाहिए और विभाजित आधार अर्थात π अर्थात 1 अपोन πd Refer Slide Time 0200 तो इस मामले में यह साइड उस पर आ जाएगा यह साइड r के लिए है जिसे कहते है RMS वैल्यू तो यह मूल रूप से है Im sinθ के बराबर है तो 1 अपोन π 0 से π Im sinθdθ इसलिए यदि इसे एकीकृत करें तो यह होगा 1 अपोन π Im - cosθ 0 से π तो मुझे इसे साफ करने दें तो इस मामले में यह मूल रूप से आ रहा है यह सरलीकरण के बाद आता है 2 अपोन π Im 0637 Im के बराबर है तो यह r है वह r जिसे कहते है औसत वैल्यू इसका अर्थ है इसका अर्थ है मेरा औसत यही बात है औसत इतना ही है 2 अपोन π Im 0637 637 Im के बराबर है इसी तरह V औसत मिलेगा और क्योंकि उसी तरह मैं सिर्फ एक लाइन लिख रहा हूं उसी तरह लिख सकते है माना V औसत माना V औसत 1 अपोन π 0 से π के बराबर है r Vm sinθdθ वही बात उसी तरह एकीकृत और इसी तरह V औसत मिलेगा उसी 0637 Vm के बराबर है समान ही मिलेगा क्योंकि दोनों केवल साइनसोइडल वेवफॉर्म है तो Vm V एक औसत 0637 Vm होगा Vm वोल्टेज की पीक वैल्यू है इसी तरह Im करंट की पीक वैल्यू या करंट की अधिकतम वैल्यू है और यहां यह वोल्टेज की अधिकतम वैल्यू है यह r औसत वैल्यू है अब मुझे इसे साफ करने दें अब जब आते है r पर RMS वैल्यू यह है माना केवल केवल इस मामले में i2 प्लॉट दिया जाता है यह Im है और यह r i2 Im r sinθ के बराबर है तो i2 होगा Im2sin2θ तो यह है r Im यह है r i2 प्लॉट यह साइड है i2 यह यहाँ चिह्नित है यह i2 है और यह पीक r है जिसे कहते है Im2 और यदि इसे प्लॉट करते है तो यह इस तरह होगा Ω Refer Slide Time 0334 यह एरिया और यह एरिया यह समान है यह सममित है और यह π है यह 2π है यह साइड θ है तो इसका अर्थ है i2 Im2sin2θ के बराबर है तो मुझे इसे साफ करने दें इसलिए यहां IRMS बराबर है के यह है क्योंकि हमने देखा है जानते है यह अंडर रूट 2 हमें इसे लेना पड़ता है तो यह है 1 अपोन π 0 से π i2d i2dθ की पॉवर हाफ क्योंकि यह 2रूट है तो की पॉवर हाफ तो यह है r पूरी चीज की पॉवर हाफ 1 अपोन π 0 से π i2 dθ यहाँ है औसत वैल्यू के लिए 1 अपोन π 0 से π dθ RMS वैल्यू के लिए 1 अपोन π 0 से πI i के बजाय यह होगा i2dθ की पॉवर हाफ 2रूट अब यह होगा r 1 अपोन π फिर r 0 से π Im2sin2θ के बराबर है तो यह Im sinθ के बराबर है तो i2 बराबर है Im2sin2dθ के बराबर है r 1 अपोन π ब्रैकेट 1 अपोन π 0 से π Im2 2 1 cos 2θdθ के क्योंकि cos 2θ 1 r 2 sin2θ के बराबर है इसीलिए sin2θ 1 cosθ 2 के बराबर है तो यही है इसे यहाँ बनाया गया है और एकीकृत और की पॉवर हाफ सभी जगह की पॉवर हाफ 2रूट अगर एकीकृत और सरल करें यह सरलता से हो जाएगा Im √2 अर्थात 0707 Im तो वह है r IRMS हम v कहते है √मीन2 वैल्यू IRMS Im √2 के बराबर है तो मुझे इसे साफ करने दें इसी तरह वोल्टेज के लिए Vrms भी 0707 Vm क्यों इस चीज को V औसत बताया यहाँ भी केवल r के बजाय Im2sin2θ इसे बनायें Vm2sin2θdθ V Vm sinθ के बराबर है तो उस मामले में Vrms भी होगा r 0707 Vm तो इसीलिए मुझे इसे साफ करने दें Refer Slide Time 0556 इसीलिए एक साइनसोइडल करंट या वोल्टेज की औसत वैल्यू होगी 6 पॉइंट क्षमा करें 0637 अधिकतम वैल्यू साइनसोइडल करंट या वोल्टेज दोनों की औसत वैल्यू गुणन 0637 इसी तरह एक साइनसोइडल करंट और वोल्टेज दोनों की RMS वैल्यू गुणन 0707 अधिकतम वैल्यू यह अधिकतम वैल्यू है यह अधिकतम वैल्यू अब हम 1 या 2 चीजों को परिभाषित करते है एक साइन वेव का फॉर्म फैक्टर साइन वेव का फॉर्म फैक्टर rms वैल्यू औसत वैल्यू तो rms वैल्यू पॉइंट के बराबर है यह rms वैल्यू 0707 अधिकतम वैल्यू के बराबर है और औसत वैल्यू 0637 अधिकतम वैल्यू के बराबर है जो 111 के बराबर है तो साइनसोइडल वेवफॉर्म के लिए फॉर्म फैक्टर 111 है इसे दिमाग में रखना है साइनसोइडल वेवफॉर्म अब मुझे इसे साफ करने दें इसी प्रकार पीक या क्रेस्ट फैक्टर Refer Slide Time 0656 यह एक यह है साइन वेव का क्रेस्ट फैक्टर अधिकतम वैल्यू RMS वैल्यू तो अधिकतम वैल्यू और RMS अधिकतम वैल्यू इसे अधिकतम वैल्यू के रूप में रखते है और RMS वैल्यू 0707 अधिकतम वैल्यू के बराबर है जो वास्तव में 1414 है इसे पीक फैक्टर कहा जाता है इसका अर्थ है बाद में हम देखेंगें कि कोई AC वोल्टेज मान लीजिए यदि यह 12 से 20 वोल्ट है अर्थात मूल रूप से RMS वैल्यू जब तक कि इसका उल्लेख नहीं किया जाता है और यदि यह माना 224 AC यह मान लेना चाहिए यह RMS वैल्यू है इसका अर्थ है यह है पीक वैल्यू गुणा किया जाता है यह कारक यह वास्तव में √2 है गुणा करना पड़ेगा यह कारक तो वह वह विचार है कि AC में कुछ भी हम कुछ भी गणना करते है हम करते है अर्थात RMS वैल्यू पर लेकिन अगर यह है पीक वैल्यू पूछे इसे गुणा किया जाएगा यह r जिसे कहते है √2 तो वह r है जिसे कहते है पीक फैक्टर तो मुझे इसे साफ करने दें Refer Slide Time 0800 इसीलिए RMS वैल्यू हमेशा अधिक होती है से यह RMS वैल्यू हमेशा r के लिए औसत वैल्यू से अधिक होती है केवल एक रेक्टंगुलर वेव को छोड़कर विशेष रूप से r2 वेव के लिए क्योंकि विभिन्न वेव फॉर्म जनरेट कर सकते है किस मामले में हीटिंग इफेक्ट कांस्टेंट बना रहता है तो वह औसत और RMS वैल्यू समान है तो RMS वैल्यू हमेशा औसत से अधिक होती है केवल एक रेक्टंगुलर वेव फॉर्म को छोड़कर विशेष रूप से 2वेव तो वैसे भी तो इसका अर्थ है कि वह विवरण थोडा बहुत हम इस पर देखेंगें कि कैसे यह अब सममित और असममित है तो फॉर्म फैक्टर केस फैक्टर औसत वैल्यू RMS वैल्यू सोचें यह समझने योग्य है न्यूमेरिकल में कुछ भी उल्लेख किया जाता है जब तक और जब तक कि इसे निर्दिष्ट किया जाता है यह केवल RMS वैल्यू है यदि यह उल्लेख किया जाता है अधिकतम अधिकतम वैल्यू पीक वैल्यू उस r RMS वैल्यू को प्राप्त करने के लिए इसे विभाजित करना होगा √2 तो अब अगला है वह सममित और असममित वेव फॉर्म्स Refer Slide Time 0858 तो वेव फॉर्म्स वेव फॉर्म्स जिसमें और हाफ साइकल्स समरूप होते है जिन्हें सममित वेवफॉर्म कहा जाता है जैसे कि यह साइनसोइडल है और r हाफ साइकल्स समान है तो यह एक सममित वेवफॉर्म है यह एक त्रिकोणीय वेवफॉर्म है यह एक त्रिकोणीय वेवफॉर्म है यह सममित है क्योंकि यह साइड और यह साइड समान है देखें यह है यह है 0 यह r है जिसे कहते है T4 T2 T तो माना यह π 2 है यदि यह एक π 2 है यह π है तो यह 3 π 4 है और यह 2π है तो यह वेव यह साइड सममित है और यह भी सममित है तो यह सममित वेव फॉर्म है यह त्रिकोणीय है इसी तरह यह 2 वेव फॉर्म तो यह एक यह एक सममित है यदि यह 0 है यदि यह T 2 है यह T है यह सममित है और यह r θ है यह θ है तो यह है माना यह 3 यह 3 वेव फॉर्म सममित वेव फॉर्म है इसका अर्थ है कि और हाफ साइकल्स समरूप है जिन्हें सममित वेव फॉर्म के रूप में बताया जाता है समरूप का अर्थ है इस साइड सकारात्मक एरिया नकारात्मक एरिया दोनों समान होंगें तो और मुझे इसे साफ करने दें Refer Slide Time 1006 इसी प्रकार अन्य प्रकार के वेव फॉर्म हो सकते है मान लीजिए अगर यह इस तरह से जाता है अगर यह इस तरह से जाता है अगर यह इस तरह से जाता है यह इस तरह से जाता है कुछ एक्सपोनेंशियल चीज यह भी सममित है तो वैसे भी यही कारण है कि 1 डैश रेखा यहां दिखाई गई है और एक दूसरी बात यह है इसके लिए Refer Slide Time 1025 मान लीजिए हाफ साइकिल पर 0 का पता लगाना चाहते है यदि इस रेखा को ड्रा करना है इस साइड और इस साइड यह समान है समरूप यदि इसे ड्रा करें इस चीज़ में यह साइड और यह साइड समान है यह सममित है इसलिए हाफ साइकिल के बजाय औसत वैल्यू इसे क्वार्टर साइकिल भी बना सकते है 0 से T 4 यह वही परिणाम देगा यह वही परिणाम देगा इसी प्रकार यहाँ भी यह एक त्रिकोणीय वेव फॉर्म है यदि यह पता लगाने की कोशिश की जाए इस त्रिकोणीय वेव फॉर्म की औसत वैल्यू क्या है यह 0 से π के बीच एक सममित वेवफॉर्म है जो कुछ भी परिणाम उसे लें तो वही मिलेगा 0 से π अथवा 0 से T 2 के बीच में यहाँ भी 0 से r जिसे कहते है यह है r 0 से π अथवा 0 से 2 4 इस साइड मिलेगा क्योंकि यह साइड एरिया और यह साइड एरिया समान है यहां तक कि क्वार्टर r इसका अर्थ है क्वार्टर साइकिल में जो कुछ भी अथवा औसत वैल्यू मिलेगी हाफ साइकिल लें भी समान वैल्यू मिलेगी क्योंकि यह साइड और यह साइड बाएँ हाथ की साइड और हाथ की साइड एक सामान है यह है और यह है यह एक और यह एक यह साइड एरिया और यह साइड एरिया यह समान है सममित एक समान परिणाम प्राप्त करेगा इसलिए कुछ समस्या कुछ अंतर्ज्ञान कर सकते है चीजें हाफ साइकिल पूरा करने के बजाय इसे बहुत सरल तरीके से कर सकते है अगर देखें चीजें पूरी तरह से r है जो कहते है वह है सममित तो मुझे इसे साफ करने दें इसी तरह वह असममित वेव फॉर्म अगर देखें अगर देखें यह Refer Slide Time 1148 यह r साइड है यह 0 है यह पूर्ववर्त है माना यह π है यह 2π है इसी तरह तो इस तक वहां वेव फॉर्म है उसके बाद वहां कुछ भी नहीं है तब यह इस तरह से है तो यह हिस्सा डैश हिस्सा यहाँ वहां कुछ भी नहीं है लेकिन पूर्ण साइकिल 0 से 2π है लेकिन यह जा रहा है r 0 से π तक उसके बाद वहां 0 तक कुछ भी नहीं है लेकिन r कुल r पूर्ण साइकिल 2 π है तो यह है असममित वेव फॉर्म कंसीडर करना होगा वह r जिसे कहते है वह कुल r वहाँ ले रहे है वह आधार है हाफ साइकिल यहां पूर्ण साइकिल के लिए आधार लेना होगा Refer Slide Time 1223 तो इसका अर्थ है इसका अर्थ है हालांकि यह 0 है इसलिए यह 0 है यह π है यह 2 π है तो इस औसत वैल्यू या RMS वैल्यू को प्राप्त करने के लिए इस एरिया को निकालना होगा लेकिन इसे विभाजित करना होगा 2π विभाजित करना होगा 2π लेकिन 0 से π तक एकीकृत करना होगा क्योंकि इस डैश रेखा को दिखाया गया है कि यदि यह वहां है लेकिन यह वहां नहीं है तो यह है यह इस तरह जा रहा है तो असममित वेवफॉर्म के लिए जब यह सममित नहीं होता है कंसीडर करना होगा पूर्ण साइकिल पूर्ण आधार विभाजित करें जो कुछ भी वहां एकीकरण होगा 0 से π हम कुछ उदाहरण देखेंगें इसी तरह यहाँ यह भी है यहाँ भी यह इस तरह से है यह असममित है यह इस साइड की अपेक्षा यह साइड असममित वेव फॉर्म है इस साइड यह मेल नहीं खा रहा है और इस साइड यह मेल नहीं खा रहा है और यह r 0 है और यह r T है पुनः क्योंकि यह वेव फॉर्म यहां शुरू किया गया है और फिर से यह वेवफॉर्म यहां से शुरू हो रहा है यह T है तो यह r है इसे जो कहते है यह है r T 4 है यह पॉइंट T 2 है यह 3 T 4 है और यह T है तो यह असममित वेव फॉर्म है तो उस मामले में करना होगा लेकिन जब उस r औसत RMS वैल्यू का पता लगाने की कोशिश करते है उसे पूरा करना होगा पूरी साइकिल को कंसीडर करना होगा यह r है क्षमा करें r को पूरा किया गया है जिसे कहते है वह पूरा आधार 0 से T तक असममित वेव फॉर्म के लिए विभाजन विभाजित करने वाला होना चाहिए T होना चाहिए पूरा करना है औसत वैल्यू या r RMS वैल्यू को भूलकर पूरी साइकिल को कंसीडर करना होगा तो यह है विचार इस एक r के लिए जिसे कहते है सममित और r जिसे कहते है असममित वेव फॉर्म के रूप में असममित वेवफॉर्म के लिए उस r औसत वैल्यू या औसत वैल्यू या r RMS वैल्यू को प्राप्त करने के लिए उस पूर्ण साइकिल को कंसीडर करना होगा सममित वेवफॉर्म के लिए इसे देखें हाफ साइकिल या यहां तक कि क्वार्टर साइकिल को कंसीडर करना होगा यह समान परिणाम देगा लेकिन असममित वेव फॉर्म के लिए r को कंसीडर करना होगा जिसे कहते है r पूर्ण साइकिल उस औसत वैल्यू या RMS वैल्यू को प्राप्त करने के लिए Refer Slide Time 1423 इसलिए आशा है यह समझ में आएगा तो अगला यह है माना असममित वेवफॉर्म के मामले में r जिसे कहते है औसत वैल्यू हमेशा पूरी साइकिल पर ली जानी चाहिए बताया था कि औसत वैल्यू r जिसे कहते है पूरी साइकिल पर ली जानी चाहिए तो औसत 1 अपोन T 0 टू idt होना चाहिए इसी तरह वोल्टेज V औसत के लिए हमें पूरी साइकिल से कंसीडर करना होगा तो 1 अपोन T 0 टू dt vdt और सममित के मामले में सममित के मामले में प्रत्यावर्ती करंट या वोल्टेज एक पूरी साइकिल पर औसत वैल्यू 0 है इसलिए औसत वैल्यू हाफ साइकिल पर ली जाती है क्योंकि अगर यह सममित है जो कहा गया था नकारात्मक और सकारात्मक एरिया और नकारात्मक एरिया समान होगा तो उस मामले में जो कहते है औसत वैल्यू 0 होगी यही कारण है हम औसत वैल्यू के लिए हाफ साइकिल को कंसीडर करेंगें अब दूसरी बात है एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की RMS वैल्यू को निर्धारित करना हाफ साइकिल या पूरी साइकिल पर औसत लेना यह अपरिहार्य है बताया गया RMS वैल्यू का अर्थ a2 तो बताया कि जैसे ही इसे स्क्वायर कर रहे है अगर लेते है हाफ साइकिल या पूरी साइकिल यह समान परिणाम देगा क्योंकि हाफ साइकिल और एक और हाफ साइकिल का एरिया समान रहता है हाफ साइकिल लेनी होगी जो भी रिजल्ट मिलेगा अगर पूरी साइकिल तो वही रिजल्ट मिलेगा अब बस रूकिये Refer Slide Time 1547 अब इसीलिए मामले के लिए मामले a b c के लिए यहाँ तक कि हम एक छोटे अंतराल पर भी कंसीडर कर सकते है जो कि r है जिसे कहते है T 4 त्रिकोणीय वेव फॉर्म के लिए चूँकि यह इस r पॉइंट T 4 पर सममित है त्रिकोणीय वेवफॉर्म को देखें कि हम इसे कैसे करेंगें बस कोशिश करो बस इसे समझने की कोशिश करो Refer Slide Time 1606 क्योंकि मान लीजिए हम चाहते है माना यह r है जिसे कहते है यह 0 है यह T 4 है यह T 2 है यह 3 T 4 है और यह T है तो यह कुल r इस कुल r जिसे कहते है इस आधार की लंबाई T है इस एक के लिए अगर लें यह है मेरा यह है मेरा Vm V है और यह r पीक वैल्यू है यह ऊंचाई r है यह मेरा Vm है फिर सीधी रेखा का स्लोप सीधी रेखा का स्लोप Vm होगा यह ऊँचाई है Vm है और आधार T 4 है और यह स्लोप है और वह समीकरण इस सीधी रेखा के बराबर है जो ओरिजिन से गुजर रही है इसका अर्थ है सीधी रेखा के लिए सामान्य रूप से जानते है y mx के बराबर है वह जानते है लेकिन y साइड v है इसलिए यह v है जो होना चाहिए m T के बराबर है और rm और कुछ नहीं बल्कि बराबर है यह r है स्लोप v Vm अपोन T4 के बराबर है इसका अर्थ है कहीं लिख रहा हूँ इसलिए यहाँ कहीं लिख रहा हूँ मुझे देखने दें कुछ जगह खोजने दें तो यहाँ कुछ लिख रहा हूँ कि v m के बराबर है r Vm विभाजित T 4 T के बराबर है यह ओरिजिन से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा है क्योंकि इस बार माना T तो यह समय है यह हम लेते है माना T θ के बजाय हम T लेंगें तो v Vm T 4 T के बराबर है तो मुझे इसे साफ करने दें तो इसका अर्थ है अगर यहां आते है हम उस पर दोबारा आएंगें Refer Slide Time 1739 इसका अर्थ है अगर यहाँ पर आता है वह V औसत वैल्यू हम 1 अपोन T 4 ले रहे है r के लिए जिसे कहते है फिर 0 से T 4 Vm T4 dt तो यह r है जिसे कहते है r V औसत जिसे 0 से T4 तक बताया गया है और बताया गया है यह समीकरण इस समीकरण को बताया गया है कि Vm 4 tdt तो अगर इसका सरलीकरण करें यह Vm 2 होगा तो r में जिसे कहते है अर्थात r V औसत अब वह r है बस रूकिये क्योंकि यह सममित वेवफॉर्म है बस रूकिये क्षमा करें Refer Slide Time 1829 यह एक पहले इस एक के बारे में बात की थी यह एक यह एक क्षमा करें यह एक यह एक वास्तव में T 4 यह एक नहीं बस इस एक को अनदेखा करें यह एक लेकिन यह r T 4 है और उस मामले में सममित वेवफॉर्म के लिए क्योंकि यह साइड एरिया और यह साइड एरिया समान है तो कहा गया है यह समीकरण होगा v Vm विभाजित T 4 T के बराबर है इस एक के लिए यह भी समान है हम बाद में आएंगें तो यह T 4 है तो मुझे इसे साफ करने दें तो यह r औसत वैल्यू है यह r औसत वैल्यू है इसलिए यदि 0 से T 4 यदि एकीकृत किया जाता है यह r हो जाएगा जिसे कहते है Vm अपोन 2 तो यह Vm अपोन 2 हो जाएगा इसी प्रकार वह Vrms वैल्यू यह होगी r 1 अपोन T4 0 से T4 तो हमें मिला v Vm विभाजित T 4 t और इसे 2 करें के बराबर है यदि इसे 2 करें यह होगा Vm2 विभाजित T42 T2dt की पावर हाफ और 0 से T4 एकीकृत प्राप्त होगा Vm अपोन √3 तो इसी तरह फार्म फैक्टर निकाल सकते है यह 2 √3 1155 हो जाएगा और पीक फैक्टर 1732 होगा तो मुझे इसे साफ करने दें तो इसका अर्थ है अर्थ है यहाँ अगर पुनः आयें कि r फार्म फैक्टर RMS वैल्यू औसत वैल्यू के बराबर है और r पीक फैक्टर अधिकतम वैल्यू पॉइंट पॉइंट्स r के बराबर है जिसे कहते है अधिकतम वैल्यू RMS वैल्यू के बराबर है तो इस त्रिकोणीय वेव फॉर्म के लिए फिर r पीक फैक्टर 2 √3 मिलेगा बस सरलीकरण करें यह 1155 मिलेगा और पीक फैक्टर √3 है 1732 और यह एक अब अगला एक है यह त्रिकोणीय वेवफॉर्म है Refer Slide Time 2016 अब क्या सभी वेव फॉर्म्स का फार्म फैक्टर है यदि देखें यह यदि देखें यह कि यह एक r यह एक r2 वेवफॉर्म के लिए है यह साइनसोइडल वेवफॉर्म के लिए 1 होगा यह 111 होगा और इस त्रिकोणीय वेवफॉर्म के लिए बस कर दो यह 1154 होगा बस अभी हमने गणना की है जानते है अभी हमने हमने त्रिकोणीय एक के लिए गणना की है हमने त्रिकोणीय एक के लिए गणना की है 1155 तो यहाँ भी यह 1 पॉइंट है वास्तव में यह 1155 है तो यह है आरेख c के लिए आरेख a और आरेख b के लिए तो फार्म फैक्टर के लिए r2 वेवफॉर्म के लिए यह 1 है Refer Slide Time 2108 अब अगला वास्तव में असममित वेवफॉर्म के बाद मान लीजिये यह इस मामले के लिए इस मामले के लिए यदि देखें यह असममित वेवफॉर्म के लिए कंसीडर करना होगा कि पूरा आधार 2π है लेकिन यह r एकीकरण 0 से π होना चाहिए तो औसत वैल्यू 1 अपोन 2π 0 से π Im sinθ dθ होगी 1 अपोन 2πIm cosθ 0 से π के बीच होगी तो यह है 1 अपोन 2π इसे एकीकृत करें प्राप्त होगा 1 अपोन π Im मूल रूप से अब RMS वैल्यू के लिए Im π यह होगी 1 अपोन 2π 0 से rπIm2sin2dθ यहाँ r जिसे कहते है वन हाफ छूट जाता है तो पॉवर हाफ power हाफ करने के लिए तो अगर यह एकीकृत होता है तो Im अपोन 2 √2 मिलेगा तो यह r RMS वैल्यू है अब फॉर्म फैक्टर उसी तरह होगा इसे प्राप्त कर सकते है यह 111 होगा तो हालांकि यह r हाफ साइकिल है दूसरी बात लेकिन साइन वेवफॉर्म के लिए साइनसुइडल r Im प्राप्त हो रहा है 111 अब इस त्रिकोणीय वेवफॉर्म के लिए r जिसे कहते है उस समय पर दिखा रहा था यह एक यह त्रिकोणीय वेवफॉर्म कि यह पता लगाने के लिए है Refer Slide Time 2216 मान लीजिए यह दिया गया है मान लीजिए यह असममित वेवफॉर्म है मान लीजिए वैल्यू ली गयी है तो वेवफॉर्म है मान लीजिए पीक दी गयी है 10 वोल्ट और T 4 T और इस साइड यह है 5 वोल्ट यह है 10 वोल्ट तो और इसका अर्थ है सीधी रेखा का स्लोप सीधी रेखा का स्लोप होगा 10 विभाजित T 4 तो और दूसरी बात यह है कि हमें 0 से t आना है 0 से T आना है तो इस मामले में हमें पूरा करना होगा पूरी साइकिल को कंसीडर करना होगा यही कारण है कि हमने लिया है V 1 अपोन T 0 से T vdt यह एक V औसत वैल्यू है इसलिए पहले हमें इस एरिया को कंसीडर करना होगा और फिर हमें इस एरिया को कंसीडर करना होगा तो इसके लिए यह एक सीधी रेखा से गुजरने वाला समीकरण है तो यह r होगा यह समीकरण यह समीकरण इस सीधी रेखा के लिए r होगा V r के बराबर है वह r यह स्लोप 10 विभाजित T 4 t तो इस भाग के लिए यह है 1 अपोन T फिर 0 से T 4 10 विभाजित T 4 tdt अब अगला एक है r को देखे अंतर्ज्ञान इसे बनाना होगा अगला एक है कि यह एक यह हिस्सा अब मुझे इसे पहले साफ करने दें अब यह भाग अगर पता लगाने की कोशिश करते है इस समीकरण की एक सीधी रेखा इसे बनाना होगा y m x c के बराबर है Refer Slide Time 2341 इस तरीके से या अन्य तरीके से इसे बनाना पड़ेगा इसे बनाना पड़ेगा V r स्लोप m t C के बराबर है तो इस बारे में भूल जाओ तो इस तरह से समीकरण प्राप्त करना है लेकिन समरूपता से याद रखें हमारी रुचि प्राप्त करने में है एरिया क्या है हम कैसे पता लगाएंगें तो क्या कर सकते है क्या कर सकते है कि मान लीजिए अगर सुपर अगर यह एक लाते है मतलब केवल गणितीय गणना के लिए और कुछ नहीं यदि यह एक लाएं मान लीजिए यदि यह यहां है और यदि यह यहां है तो एरिया समान ही रहेगा जैसे कि कोई दूसरी सीधी रेखा ओरिजिन से गुजर रही है तो उस मामले में यह स्लोप होगा 5 r जिसे कहते है 5 विभाजित T 4 बस हम सिर्फ गणितीय चीजों के लिए है क्योंकि अगर पता लगाना है y mx C के बराबर है मेरा अर्थ है v m t c के बराबर है फिर m को प्राप्त करना होगा c को प्राप्त करना होगा क्योंकि यह एक कोआर्डिनेट है यह एक दूसरा है पुट करना होगा और m और c के लिए हल करना पड़ेगा कोई जरूरत नहीं है बस समरूपता से इसे लाएं इस हिस्से को यहां लाएं जैसे कि यह गुजर रहा है हालांकि वास्तविकता यह नहीं है लेकिन जैसे कि यह ओरिजिन से गुजर रहा है तो उस मामले में स्लोप होगा 5 T 4 इसीलिए यह भी है और एकीकरण भी 0 से T 4 होगा यह अवधि भी 3 T 4 T 2 फिर से होगी T 4 एक ही चीज तो यह यहां से लेकर यहाँ तक यह अवधि r3 T 4 T 2 फिर से T 4 होगी लेकिन इसका अर्थ है एक ही एकीकरण 0 से T 4 हम इस हिस्से को ले रहे है हम इस हिस्से को ले रहे है अर्थात 5 T 4 tdt क्योंकि यह सीधी रेखा है जो ओरिजिन से होकर गुजरती है यह एक स्लोप है 5 T 4 tdt तो इसीलिए r जिसे कहते है इस समीकरण को फिर से खोजने की जरूरत नहीं है बस कह रहे है क्योंकि हम बस इसे यहां सुपर इम्पोस करने जा रहे है क्योंकि हमारी रुचि केवल इस एरिया और ऋणात्मक साइन में है तो आशा है इसे समझा है इसलिए यह जानबूझकर यह सोचने के लिए लिया गया है कि यह समझ में आता है अंत में अगर यह एक बनाया और एकीकृत किया समान परिणाम प्राप्त होगा इसलिए इस पर अधिक समय क्यों दें सीधे इसे करेंगें तो इसीलिए इस तरह लिखा है कि 5 T 4 tdt यह ओरिजिन के माध्यम से गुजरने वाली एक सीधी दूसरी सीधी रेखा है स्लोप ऋणात्मक है Refer Slide Time 2604 तो इसका अर्थ है यह RMS वैल्यू औसत वैल्यू होगी यदि यह एकीकृत होगा यह 0625 वोल्ट हो जाएगा यह औसत वैल्यू होगी इसी तरह RMS वैल्यू भी एक ही बात है अगर अगर देखें यह यह RMS वैल्यू भी इसका 2√ है तो यह है 1 अपोन T0 से T v2dt तो यह भाग पहले यह भाग 1 अंडर √ 1 अपोन T0 से T T4 और यह 10 अपोन T42 यह पूरी चीज इसे बनाए 2 0 से T4 यह पूरी चीज इसे बनाती है 2 5 T42t2dt तो अगर सरलीकरण करें बस इसे करें पता है अन्यथा मेरा समय मेरा समय बच जाएगा तो यह 323 वोल्ट बन जाएगा तो यह इसका अर्थ है यह उदाहरण जानबूझकर लिया गया है तो अंतर्ज्ञान से असममित वेवफॉर्म के लिए यह पता लगा सकते है कि इसकी गणना कैसे करें यह बहुत आसान है यह भी असममित वेवफॉर्म है यह भी असममित वेवफॉर्म है तो समझाने के दौरान यह एक यह त्रिकोणीय वेवफॉर्म चले जाना चाहिए था यहाँ अनदेखा किया है इसीलिए शुरूवात में बताया था लेकिन सब कुछ सही है प्रत्येक मतलब समान समीकरण सब कुछ सही है तो यह r है जिसे कहते है यह है वह उदाहरण इस तरह से लिया है इस तरह से लिया है कि इसे समझ सकते है तो आशा है कि यह समझ गए होंगें केवल एक चीज यह है कि कि यह आशा करें कि जो भी चीजें इसे यहां देख सकते है यह मेरी कक्षा के नोट्स है तो इसे पूरी तरह से स्कैन किया है बस देखने के लिए वह चीजें है अथवा नहीं वैसे भी तो यह बात है अब अगला हम एक और दिलचस्प उदाहरण लेंगें और इस चीज पर जाने से पहले हमने इस तरह का उदाहरण लिया है बस देखते है कि यह कैसा है Refer Slide Time 2746 उदाहरण के लिए वहां एक सरल सीरीज सर्किट है जहां प्रतिरोध R वहां R है वहां 2 एमीटर्स है A 1 और A 2 दो एमीटर्स है वहां A 1 को मूविंग कॉइल एमीटर कहा जाता है दरअसल मूविंग कॉइल एमीटर यह DC को मापता है DC करंट या DC वोल्टेज यहां पर यह करंट एमीटर है मूविंग कॉइल और मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट यह DC क्वांटिटी को मापता है तो यहाँ यह एक मूविंग कॉइल एमीटर है तो यह DC को मापेगा और A 2 मूविंग आयरन एमीटर है यह एक और एमीटर A 2 है वहां यह AC को मापता है अब इस मामले में वहां 2 स्रोत है एक r DC वोल्टेज स्रोत सीरीज में जुड़ा हुआ है एक दूसरा AC स्रोत है AC वोल्टेज स्रोत जुड़ा हुआ है एक स्विच है वहां स्विच को बंद करें तो यह है यह सीरीज सर्किट है यह दिया गया है Vm 100 वोल्ट के बराबर है यानी पीक वैल्यू 100 वोल्ट दी गयी है और V r जिसे कहते है और DC वोल्टेज V0 दिया गया है यह 100 वोल्ट DC है यह 120 वोल्ट DC और AC पीक वैल्यू Vm है ये 2 सीरीज में जुड़े हुए है शुरूवात में इस तरह के उदाहरण लिए है यह एक उदाहरण देखेंगें हम बनायेंगें अपनी समझ को बहुत स्पष्ट करेंगें और तब और A1 मूविंग कॉइल एमीटर है और A 2 मूविंग आयरन एमीटर है तो मूविंग कॉइल DC मापता है और मूविंग आयरन AC मापता है और सर्किट में कार्य करने वाला वोल्टेज है कुल वोल्टेज होगा 100 100 sin ω t क्योंकि पीक वैल्यू 100 वोल्ट दी गयी है और यह है इसका अर्थ है vt V0 Vm sin ω t के बराबर है तो V0 r 120 है तो यह 120 है और r Vm 100 वोल्ट के बराबर है तो 100 120 100 sin ω t 100 वोल्ट तो यह मेरा r Vm है अब तो करंट t होगी r 6 5 sin ω t क्योंकि यह प्रतिरोध R 20Ω के रूप में दिया गया है यह है 20 Ω R दिया गया है और यह मेरा वोल्टेज है 120 100 sin ω t तो यह है 120 120 sin ω t विभाजित जो हो जाएगा 6 6 sin ω t अर्थात क्षमा करें यह r है जिसे कहते है 100 तो 6 5 sin ω t तो यह है r t 6 5 sin ω t एम्पीयर के बराबर है अब यदि औसत वैल्यू ज्ञात करने का प्रयास करें तो यह होगी 1 अपोन T 0 से T 6 5 sin ω tdt क्योंकि यह t dt और ω 2π T के बराबर है r इस एक को ध्यान में रखना चाहिए यह पता है यह भी r फॉर्म करता है उच्चतर संदर्भ समय 2949 भौतिकी ω 2π T के बराबर है तो वह यहाँ लिखा है त्रुटि शुरूवात में लिखा T2 π दरअसल यह एक 2π 2 T नहीं है तो फिर क्या करें केवल 0 से T 6 5 sin ω tdt और इस संबंध का उपयोग करना ω 2 π T के बराबर है इसे एकीकृत करें यदि एकीकृत करें इसे यहाँ नहीं दिखा रहे है कुछ समय बच जाएगा तब केवल एकीकृत करें यह है यह एकीकृत कर सकते है के लिए लेकिन यह सरल चीज है बस सरलता से एकीकृत करें और इस सबंध का इस्तेमाल करें कि ω 2π T के बराबर है तो मुझे इसे साफ करने दें Refer Slide Time 3106 तो इसका उपयोग करेंगें इस संबंध का उपयोग करें ω 2π T के बराबर है और इसे एकीकृत करें औसत मिलेगा 6 एम्पीयर होगा अर्थात r DC इसका अर्थ है वह है जिसे कहते है औसत वैल्यू सिर्फ 6 एम्पीयर होगी क्योंकि अगर देखें कि 124 DC वहाँ है और r R 20 ओम है तो अगर लें 12020 इसे प्राप्त करेंगें यह है 6 एम्पीयर यह 6 एम्पीयर होगी तो 6 एम्पीयर प्राप्त कर रहे है तो dc 6 एम्पीयर होगी फिर यह है मूविंग कॉइल एमीटर है एमीटर A 1 6 एम्पीयर रीड करेगा क्योंकि है जिसे कहते है मूविंग कॉइल एमीटर है यह DC तो मुझे इसे साफ करने दें तो इसी तरह एमीटर की RMS वैल्यू रीडिंग यह एमीटर A 1 की रीडिंग है अब के लिए केवल 1 मिनट अब आरेख के लिए हम बाद में आएंगें Refer Slide Time 3159 अब IRMS वैल्यू अर्थात r एमीटर की r रीडिंग यह होगी जो कुछ भी मिलेगा यह हिस्सा एमीटर A 1 की रीडिंग है यह r DC है यह A 1 को रीड करेगा r 6 एम्पीयर रीड करेगा अब RSM वैल्यू पर आते है तो इस मामले में 1 अपोन T 0 से T 6 5 sin ω t2 के 2√ के बराबर है क्योंकि 6 5 sin ω t2dt के बराबर है अब बस इसे तोड़ दें और इसे एकीकृत करें यदि इसे एकीकृत करते है वह r मिल जाएगा और इस संबंध का उपयोग करेंगें एकीकृत करने के बाद ω 2π T के बराबर है इस का उपयोग करना है इसका अर्थ है मैं कहीं बता रहा हूं यह एकीकरण में आएगा प्रतिस्थापित करें ω ω t के बराबर है 2π के बराबर है फिर प्रतिस्थापित करें प्रतिस्थापन के बाद sin ω t 0 से T के लिए एकीकरण प्राप्त करें यह टर्म प्राप्त करें 0 हो जाएगा और यह एक इसे r बनाएगा जिसे कहते है sin2ω t तो यह होगा 1 cos 2 ω T 2 और फिर एकीकृत करें तो उस r को प्राप्त करें यह टर्म केवल 2 इस एकीकरण से जो भी आएगा यह 252 होगा तो इस टर्म का एकीकरण गायब हो जाएगा यह 0 होगा और वहां 36 होगा r T T रद्द हो जाएगा और अंडर √36 2π 2 इसलिए यह यहाँ नहीं कर रहा हूँ लेकिन कृपया इसे करें यह बहुत दिलचस्प है कृपया इसे करें लेकिन उपयोग करें ω 2π T के बराबर है तो वह है ω बड़ा T 2 π इसी तरह यहाँ भी इस एकीकरण में भी यह एक पुट करें ω t 2πω के बराबर है बड़ा T 2π के बराबर है तो क्योंकि जब यह एकीकृत होगा वह है r जिसे कहते है sin ω t तो यह होगा cos ω t अपोन ω और वहाँ पुट करें T बड़ा T के बराबर है और उस समय पर इस चीज का उपयोग करना है और सरल करना है तो हमें मिलेगा 36 25 2 पर √ Refer Slide Time 3339 इसलिए इसका अर्थ है जो कुछ भी यह आएगा यह आ रहा है लगभग माना r 7 एम्पीयर तो वह एक 2 की एमीटर की रीडिंग होगी अर्थात मूविंग आयरन एमीटर यह मापेगा इसे RMS वैल्यू कहते है तो इसका अर्थ है मूविंग आयरन एमीटर अर्थात एमीटर A 2 RMS वैल्यू को मापेगा और यह r RMS वैल्यू है तो आखिरकार हमें क्या मिला अंतत हमें क्या मिला अंततः करंट वैल्यू 6 5 sin ω t थी अर्थात r t तो यह है स्थिर वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू और यह है पीक वैल्यू पीक वैल्यू इसका अर्थ है यह पीक वैल्यू है और हमने देखा है कि r पीक फैक्टर r √2 इसका अर्थ है करंट की RMS वैल्यू वास्तव में 5 √2 एम्पीयर होगी RMS वैल्यू तो अंततः कि अंततः प्रभावी वैल्यू 6 होगी यह 62 r 5 √22 है तो जो कुछ भी पता है 6236π √22 25 2 के बराबर है तो अगर है इस तरह की चीज सीधे लिखा जा सकता है यह RMS वैल्यू होगी 62 का अंडर √ जो कुछ भी वैल्यू आती है इस मामले में π √2 तो वह r है जो कहते है यह है इस एकीकरण से क्या RMS वैल्यू प्राप्त कर रहे है तो कृपया r के इस एकीकरण को स्वयं करें सब कुछ बताया तो कृपया ऐसा करें अब मुझे इसे साफ करने दें तो यह है r एमीटर r जिसे एमीटर A 2 की रीडिंग कहते है यह लगभग 7 एम्पीयर है Refer Slide Time 3525 तो अगला है r कुछ लिखा गया है वह है मूविंग आयरन जहाँ r कुछ इसे ध्यान में रखना चाहिए कि मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट यह औसत वैल्यू है मूविंग आयरन हॉट वायर इलेक्ट्रो डायनेमिक और इंडक्शन जिन्हें कहते है उस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स जो सिग्नल की RMS वैल्यू को रीड करते है एक बात याद रखने के लिए जरूरी है जब 220 वोल्ट की एक AC आपूर्ति का उल्लेख किया जाता है इसका अर्थ RMS वैल्यू है अधिकतम वैल्यू 220 √2 है तो इसे 310 वोल्ट कहा जाता है तो 220 वोल्ट DC के मामले में यह केवल 220 वोल्ट है यदि यह DC 220 है मतलब DC 220 यदि यह AC 220 है मतलब यह RMS वैल्यू है गुणा करना होगा √2 310 वोल्ट इसका अर्थ है कि समान निर्दिष्ट वोल्टेज के लिए AC का शॉक स्तर DC वोल्टेज से अधिक है इसका अर्थ है AC वोल्टेज में पीक वैल्यू शॉक मिलेगा और DC वोल्टेज 220 मिलेगा मेरा अर्थ है इस DC वोल्टेज में शॉक केवल 220 वोल्ट होगा AC आपूर्ति 220 वोल्ट के लिए RMS मतलब r शॉक स्तर 310 वोल्ट होगा तो AC में शॉक DC से अधिक होगा तो लिखने के लिए यह कुछ है तो इसका अर्थ है और यह है वह r जिसे कहते है अर्थात बस r इसका अर्थ है यह है वेव फॉर्म यह है r vt vt r के बराबर है जिसे कहते है r v r v r Vm sin ω t यह r vt vt का प्लॉट है दिखाया गया है Refer Slide Time 3653 और यह r है जिसे कहते है वह r 100 sin ω t 100 sin ω t और यह वोल्ट यह r 120 है यह 120 वोल्ट DC है यह 120 वोल्ट DC इसे बनाया है और यह है r Vm है 100 sin ω t यदि यदि यह 2 जोड़ते है तो यह r होगा जिसे कहते है यह vt इसका अर्थ है यह एक r यह प्लॉट यह है 120 100 sin ω t यह प्लॉट है यह एक और एकाकी रूप से यदि इसे बनाते है यह है 100 sin ω t और यह DC है मतलब कांस्टेंट रेखा है यह 120 वोल्ट है उल्लेख किया गया है • Glossary English Word Hindi Word Meaning alternating quantity अल्टरनेटिंग क्वांटिटी परिवर्तनशील मात्रा ammeters एमीटर्स एमीटर्स ampere एम्पीयर एम्पीयर area एरिया क्षेत्रक्षेत्रफल bracket ब्रैकेट कोष्ठक case factor केस फैक्टर मामला कारक consider कंसीडर विचार करें constant कांस्टेंट अचल coordinate कोआर्डिनेट समन्वय crest factor क्रेस्ट फैक्टर शिखा कारक current करंट धारा cycle साइकिल चक्र dash डैश छापे का चिह्न draw ड्रा खींचना exponential एक्सपोनेंशियल घातांक form factor फॉर्म फैक्टर फॉर्म कारक generate जनरेट उत्पन्न करना half हाफ आधा heating effect हीटिंग इफेक्ट तापक प्रभाव induction इंडक्शन प्रेरण line लाइन रेखा minute मिनट मिनट moving coil ammeter मूविंग कॉइल एमीटर मूविंग कुण्डली एमीटर moving coil instrument मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट मूविंग कुण्डली यंत्र moving iron ammeter मूविंग आयरन एमीटर मूविंग आयरन एमीटर moving iron hot wire electro dynamic मूविंग आयरन हॉट वायर इलेक्ट्रो डायनेमिक मूविंग आयरन हॉट वायर इलेक्ट्रो डायनेमिक notes नोट्स नोट्सटिप्पणियाँ numerical न्यूमेरिकल संख्यात्मक ohm ओम ओम one half वन हाफ एक आधा origin ओरिजिन उद्गम peak पीक शिखर plot प्लॉट खींचना point पॉइंट बिंदु power पॉवर शक्ति put पुट रखना quarter क्वार्टर तिमाही read रीड पढ़ना reading रीडिंग पढ़ लेना rectangular wave रेक्टंगुलर वेव आयताकार तरंग scan स्कैन जाँचना series सीरीज श्रृंखला shock शॉक झटका side साइड सिरासतह sign साइन चिह्न signal सिग्नल संकेत sine wave साइन वेव साइन तरंग single phase AC circuit सिंगल फेज AC सर्किट एकल चरण AC परिपथ sinusoidal voltage साइनसोइडल वोल्टेज साइनसोइडल वोल्टेज sinusoidal waveform साइनसोइडल वेवफॉर्म साइनसोइडल तरंग slope स्लोप झुकाव square स्क्वायर वर्ग super सुपर उत्कृष्ट super impose सुपर इम्पोस अध्यारोपण करना switch स्विच स्विच term टर्म पद to टू को under अंडर के अंतर्गत under root अंडर रूट अंडर रूट upon अपोन पर value वैल्यू मूल्य volt वोल्ट वोल्ट wave forms वेव फॉर्म्स तरंगें